नमस्ते तो हम जानते हैं कि एमईएमएस का अर्थ माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है और पिछले कुछ मॉड्यूल में हमने इसके यांत्रिक भाग और कुछ यांत्रिक सूत्रों की मूल बातें और कुछ यांत्रिक अवधारणाओं के मूल के बारे में चर्चा की जिनका हमें उपयोग करने की आवश्यकता है और अब इस मॉडल में हम इलेक्ट्रॉनिक्स भाग के बारे में बात करेंगे या अधिक सटीक कहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भाग और फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ मूल बातें बताने के बाद हम चर्चा करेंगे कि एक युग्मित इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम कैसे काम करता है तो जब आपके पास एक विद्युत बल भी है और जब आपके पास एक यांत्रिक बल भी जो कि एक बाडी पर कार्य कर रहा है तो आइए इससे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसलिए मैं बहुत अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बताउगां तो आप में से अधिकांश पहले से ही इस बार के बारे में जानते हैं वास्तव में आपने बारहवीं कक्षा या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के दौरान यह सीखा होगा इसलिए पहले हम कूलम्ब के नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं मैं पूरा नियम नहीं लिखने जा रहा हूं आप यहां देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक बार सूत्रों को पुन दोहराऊंगा तो हम कहते हैं कि यह दो आवेश Q1 और Q2 हैं मैं इनके लिए कोई चिन्ह नहीं लगा रहा हूं और यह इनके बीच की दूरी r है तो इस बल का परिमाण कितना है इस विद्युत क्षेत्र या बल का तो वह बल जो एक आवेशित बॉडी दूसरे आवेश पर लगाती है वह ¼piepsilon Q1 Q2 r2 है और यह आप पहले से ही जानते हैं और यहां हमने यह उल्लेख भी नहीं किया है कि यह बल का परिमाण है मैं केवल सरलता के लिए कोई प्रतिक्रियानहीं लिख रहा हूं और फिर यही बल है तब विद्युत क्षेत्र क्या है यह बल प्रति यूनिट आवेश है तो यह क्षेत्र जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं एक आवेश जिसे Q2मान लेते हैं पर किसी दूसरे आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र ¼piepsilon Q1 r2 है क्योंकि यह बल बटा Q2 है तोयह विद्युत क्षेत्र है या सामान्य तौर पर आप एक आवेश Q1 के लिए इसे ¼ pi epsilon Q r2 लिख सकते हैं अब मान लेते हैं कि दोनों आवेश Q हैं अब आप यह भी जानते हैं कि किया गया कार्य ऊर्जा बल विस्थापन तो यहाँ अगर मेरे पास इस बिंदु पर एक आवेश Q है या कहें कि यह Q है और फिर किसी बिंदु जो कि r दूरी पर है पर विद्युत क्षेत्र Qr2 गुणा स्थिरांक जो कि 1 4 pi epsilon है अब अलग अलग दूरी पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर यदि दूरी r बदलती है तो यह विद्युत क्षेत्र भी बदल जाता है इसलिए जब हम किसी आवेश को अनंत से दूरी r तक किसी बिंदु पर लाने के लिए किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम 1 कूलम्ब के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं Electric potential तो r पर विद्युत क्षेत्र कितना है यह ¼ pi epsilon Q r2 के बराबर है अनंत पर विद्युत क्षेत्र कितना है यह 0 है ठीक है हम इसे r वर्ग के रूप में परिकलित कर सकते हैं इसलिए हर में यह अनंत होगा इसलिए यह 0 होगा तो किए गए कुल कार्य की गणना करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें इसे समाकलित करने की जरूरत है तो W E dr जहाँ r अनंत से r तक है अब बात यह है कि यदि हम Q के आवेश पर विचार करें जो एक अन्य आवेश की तरह यह 1 कूलम्ब आवेश है तो यह Edr है यदि यह Q' मान का कोई आवेश है तो कार्य Q' Edr होगा अब यह आप पहले ही कर चुके हैं यदि आप विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो मान लें कि यह केवल 1 कूलम्ब आवेश है तब यह ¼piepsilon Q r2 dr गुणा अनंत से r तक है और फिर यदि आप समाकलित करते हैं तो आपको W piepsilon Q r मिलेगा और इसे विभव कहते हैं r दूरी पर आवेश Q के कारण विद्युत विभव हम इसे विद्युत विभव V कहेंगे अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिसको समझने की जरूरत है यह विद्युत क्षेत्र या विभव है हम जो कुछ भी गणना कर रहे हैं वह open space या रिक्त स्थान के लिए है जहां कोई अन्य मैटीरियल नहीं है लेकिन अगर हमारे पास कोई मैटीरियल जैसे धातु या डाईइलेक्ट्रिक या किसी भी अन्य तरह का मैटीरियल है तब उस पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर वहां किसी प्रकार का पोलराइजेशन होगा पोलराइजेशन का मतलब यह है कि उस सामग्री के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण किसी प्रकार की व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को व्यवस्थित करेंगे और इसके कारण सामग्री के अंदर विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के समान नहीं होगा For dielectric material Gauss law तो डाईइलेक्ट्रिक मेटेरियल के लिए हम मान लेते हैं कि अन्दर विद्युत क्षेत्र D है यह विस्थापन क्षेत्र जो कि इप्सिलोन तथा बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या बाहर से प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र जो कि E है का गुणनफल है और यह इप्सिलोन एप्सिलॉनr तथा एप्सिलॉन0 का गुणनफल है इसलिए यह एप्सिलॉनr सापेक्ष पारगम्यता सापेक्ष डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है तो आपको बस यह याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम कुछ विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं और यदि हमारे पास एक विशिष्ट सामग्री है तो सामग्री के अंदर का विद्युत क्षेत्र हवा या निर्वात में विदयुत क्षेत्र के समान नहीं हो सकता है आइए मान लें कि हमारे पास कुछआवेश वितरण है जिसके कारण हमारे पास जो यह सामग्री है और उसकी सतह है के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E हैं और इस सतह को डीएस कहते हैं तो यह सतह ds है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है अब यह सतह भी है जैसा आप जानते हैं कि यह सतह भी एक वेक्टरहै और इसकी दिशा सतह के लंबवत है अब गॉस के नियम के अनुसार सरफेस इंटीग्रल E dot ds enclosed आवेश Q Qenclosedepsilon के बराबर है इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि इसके प्रत्येक बिन्दु पर या प्रत्येक छोटे तत्व क्षेत्रफल में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है और वह विद्युत क्षेत्र है यदि हम सतह वेक्टर और विद्युत क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यह E डॉट ds उस छोटे से क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स है और फिर यदि हम फ्लक्स को समाकलित करते हैं तो हमें एप्सिलॉन द्वारा विभाजित बन्द चार्ज मिलता है अतः यही गॉस का नियम है पुनः आप देखते हैं कि जुड़ा हुआ आवेश जिसे हम Q लिख सकते हैं यह कुल संलग्न आवेश है और यदि आवेश घनत्व rho है तो संलग्न आवेश Q rho dV के समाकलन के बराबर है जहां dV छोटा आयतन तत्व है तो यहाँ हम 1 epsilon rho d V लिख सकते हैं गॉस के नियम का यह समीकरण ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मूल है मैं उसके विवरण में नहीं जा रहा हूं लेकिन जब भी इसकी आवश्यकता होगी हम इस एक्सप्रेशन का उपयोग कर सकते हैं और दूसरी बात है कि हम इस एक्सप्रेशन को वेक्टर कैलकुलस के अनुसार दूसरे एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं और वह E का डाइवर्जेंस बराबर rho epsilon है epsilon0 निर्वात के लिए तो यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वेक्टर कैलकुलस से हीआता है अब हम सतह आवेश वितरण का एक विशिष्ट मामला लेंगे तो सतह आवेश वितरण हम कहते हैं मैं मानता हूं एक बहुत छोटी सतह जो अनन्त तक फैली हुयी है और इस सतह पर आवेश घनत्व सिग्मा है तो सतह चार्ज घनत्व सिग्मा है इसका अर्थ है कि सिग्मा Q A जहां A क्षेत्रफल है और फिर इसको मैं गॉसियन पिलबॉक्स मानता लेता हूं तो यह गॉसियन पिलबॉक्स क्या है गॉसियन पिलबॉक्स जिसे आप इस तरह का समानांतर पाइप मान सकते हैं जो सतह में जा रहा है और फिर सतह से बाहर आता है तो इस समानांतर पाइप में अंततः सतह चार्ज की कुछ मात्रा है अब हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे गॉस के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि पृष्ठीय समाकलन E ds का समाकलन Q epsilon0 है जहाँ Q संलग्न आवेश है अब मान लें कि यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है और फिर दोनों पक्षों के लिए यह एक समान विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि यह सतह आवेश अनन्त तक वितरित है इसलिए यद्यपि हम x y दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां इसे x कहते हैं और इसे y दिशा कहते हैं तो यह उन बिंदुओं में से किसी के सापेक्ष भी वितरण नहीं बदलता है एक तल में विद्युत क्षेत्र समान होगा तो हम इस E को स्थिर लिख सकते हैं इस गॉसियन पिलबॉक्स केअनुसार मान लें कि गॉसियन पिलबॉक्स का क्षेत्रफल A है यह क्षेत्र एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र A है अब हम लिख सकते हैं कि इसमें से इस क्षेत्र से बाहर आने वाला कुल फ्लक्स E गुणा A गुणा 2 है क्यों क्योंकि इसमें से ऊपर की तरफ से फ्लक्स बाहर निकलेगा और नीचे की तरफ से भी सहीहै तो हमें E A मिलता है यहां क्षेत्रफल दुगना यानी 2 A होगा अतः E A 2 Q एप्सिलॉन0 है Q क्याहै Q इस पिलबॉक्स से घिरा आवेश charge enclosed और इस पिलबॉक्स का क्षेत्रफल A है तो Q सिग्मा A क्योंकि सिग्मा आवेश घनत्व है तो सिग्मा क्षेत्रफल एप्सिलॉन0 मेरा कुल आवेश है तो E को सिग्मा 2 epsilon0 लिखा जा सकता है और यदि हम vector रूप में लिखते हैं तो E वेक्टर सिग्मा 2 epsilon0 n कैप और n कैप सतह पर लम्बवत वेक्टर है अब हम दो समानांतर प्लेटों को लेते है जिन्हें दूरी d द्वारा अलग किया गया है और जिन पर Q और Q आवेश हैं तो आइए हम दो समानांतर प्लेटों पर विचार करें और जिनके बीच की दूरी d है और प्रत्येक प्लेट में एक तरफ कुछ आवेश Q है यह A साइड धनात्मक है इस पर आवेश Q औरदूसरी साइड पर आवेश Q है अब मुझे इस व्यवस्था के केपिसिटेन्स की गणना करने की आवश्यकता है इसलिए यदि हम यह माने हैं जैसा कि हमने अभी विचार किया है कि अनंत लम्बाई की एक बड़ी प्लेट के लिए हम गणना कर सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर या किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र E सिग्मा 2 ईपीएसलॉन0 एन कैप है अब यहाँ Q के लिए मान लें कि यह विद्युत क्षेत्र समान है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आवेश वितरण एक तरफ सिग्मा है और यहाँ दूसरी तरफ यह सिग्मा है अब उन प्लेटों की वजह से जिनको हम प्लेट A और B मान लेते हैं मैंने उन 2 प्लेटों को नाम दिया हैQ आवेश के कारण A प्लेट के बीच में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा 2 ईपीएसलॉन0 एन कैप है और वह इस दिशा में है जबकि Q के लिए भी यह समान परिमाण का है लेकिन दिशा समान है क्योंकि यह ऋणात्मक है तो n कैप भी सतह की ओर निर्देशित होगी तो इसके अंदर समतुल्य विद्युत क्षेत्र E सिग्मा बटा 2 epsilon0 गुणा 2 के बराबर होगा क्योंकि दोनों क्षेत्र EABजुड़ जाएंगे ठीक है तो यह सिग्मा बटा इप्सिलोन0 है देखिए ये दोनों प्लेट समानांतर हैं और प्लेट के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र है अब चूंकि यह एक समान विद्युत क्षेत्र है यदि उनके बीच विभव है और उनके बीच विभवान्तर V है तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर V बटा d है वैसे भी आप जानते हैं कि E किसी भी विद्युत क्षेत्र के बराबर हैऔर हम इसे E बराबर dVdr लिख सकते हैं और कुछ वेक्टर r कैप आएगा और आप लिख सकते हैं कि विभव का दूरी के सापेक्ष पहला डेरिवेटिव संदर्भ समय 1753 विद्युत क्षेत्र है और यहां विद्युत क्षेत्र वैसे भी एक समान है इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E V d है और दूसरी बात यह है कि सिग्मा Q A है सिग्मा का मोड Q A का मोड इसलिए यदि हम इस व्यंजक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमे E V d 1 एप्सिलॉन0 गुणा Q A या Q एप्सिलॉन0 A d V के बराबर मिलता है अब यह epsilon0 A d इसको धारिता C कहते हैं और यदि हम इस C को रख दें तो हमें Q C V प्राप्त होगा जहाँ C epsilon0 A d है तो यह एक्सप्रेशन समानांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए है और फिर अगर हमारे पास समानांतर प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक epsilon है तो यह एक्सप्रेशन C बराबर एप्सिलॉन A d होगी जैसा कि मैं कह रहा था कि जब आपके पास एक डाईइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र E एक समान नहीं होगा बल्कि यह एप्सिलॉन गुणा E होगा और फिर उस स्थिति में यह एप्सिलॉन से बदला जाएगा एप्सिलॉन0 को एप्सिलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाजहां एप्सिलॉन डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ के डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक और में विद्युत पारगम्यता एप्सिलॉन0 का गुणनफल है तो इस समानांतर प्लेट कैपेसिटर के समीकरण की इस पाठ्यक्रम में बार बारआवश्यकता होगी तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे जिसकी इस पाठ्यक्रम में आवश्यकता हो सकती है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि विद्युत क्षेत्र E dVdr विभव का पहला डेरीवेटीव है अब यदि हमारे पास इस विभव का 3 आयामी वितरण इस प्रकार है कि प्रत्येक बिंदु xyz पर संभावित विभव V अलग अलग है जैसे कि यह xyz का एक फंक्शन है तो सामान्य रूप में हम लिख सकते हैं कि E grad V जहां V स्केलर है लेकिन यह दिशा के सापेक्ष del x del y del z का पार्शियल डेरिवेटिव है जैसे i कैप गुणा del x है तो ये बातें आप पहले से ही आप वेक्टर कैलकुलस से जानते हैं j कैप गुणा del y इस प्रकार k कैप del z और फिर आपके पास पोटेंशियल है जो xyz का एक फंक्शन है तो यह एक व्यंजक है जिसकी हमें आवश्यकता हो सकती है या जब आप किसी प्रश्न को हल कर रहे हों जबकि आपके पास बिंदु आवेश जैसे बहुत सरल प्रश्न नहीं है चाहे आपके पास वितरण हो तब विद्युत क्षेत्र की गणना करना आदि आपको इस सामान्य समीकरण को सटीक रूप से लागू करने की आवश्यकता है और इस समीकरण में यदि V grad V के बराबर है तो इस समीकरण में यदि पहले डेरीवेटिव या किसी अन्य डिफरेंशियल फ़ंक्शन और डेल्टा फ़ंक्शन को लगाते है तब हमें E का डायवर्जेंस del V का वर्ग मिलेगा और जैसा हमने गॉस के नियम से पहले देखा है कि E का डायवर्जेंस rho epsilon के बराबर होता है सही है Poisson's equation Laplace equation अब डेल वर्ग V या लैप्लासियन V rho एप्सिलॉन और इसे पॉइसन समीकरण कहते है और यदि हमारे पास किसी निर्वात में आवेश वितरण इस प्रकार है जहाँ rho 0 है तो आपके पास V का लैप्लासियन 0 है और इसे लाप्लास समीकरण कहा जाता है तोयह पॉइसन समीकरण है और यह लाप्लास समीकरण है अब इस बिंदु पर चर्चा करने में देखने की की बात यह है कि यदि आपको विभव पता है या यदि यह पोटेंशियल दी गई है तो आप इस E बराबर ग्रेड V का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं यदि आप विभव का मान नहीं जानते हैं और यदि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन rho का पता है तो आप पॉइसन समीकरण से विभव की गणना कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है लेकिन अगर आपको सिर्फ बाउंड्री कंडीशन दी गई है जैसे कि किसी बिन्दु पर विभव उल्लेखित है किन्तु चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात नहीं है तो उस स्थिति में भी आप विभव की गणना कर सकते हैं जैसे कि विभव कितना है या लैप्लासियन समीकरण का उपयोग करके विभिन्न बिंदुओं पर विभव Vxyz ज्ञात कर सकते हैं और फिर आप E बराबर ग्रेड V का उपयोग कर विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं तो यह विद्युत क्षेत्र की कुछ मूल बातें हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और अब आगे बढ़ते हैं हम अगले भाग पर आगे बढ़ेंगे Current Power Energy अब हम समानांतर प्लेट कैपेसिटर की एक और अवधारणा पर चर्चा करेंगे तो मान लेते है की यह कैपेसिटर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था और इस कैपेसिटर पर Q और Q का आवेश है और प्लेट का क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी d है और फिर अगर इन प्लेटों को V विभवान्तर की बैटरी से जोड़ा जाता है जब प्लेटों के बीच विभवान्तर V होता है तो हमने देखा है कि QCV है जहां C epsilon0 A बटा d के बराबर है अब यदि यह Q है तो धारा कितनी है आप जानते है कि करंट i dQdt के बराबर हैं आवेश का समय के सापेक्ष डेरीवेटिव है चार्ज स्टोर या चार्ज फ्लो और फिर उस पर संचयी आवेश या बहने वाला आवेश C dVdt है क्योंकि C या कैपेसिटेंस का मान नियत है और इसका मान समान्तर प्लेट प्रणाली के ज्यामिति और पदार्थ पर आधारित है अब Q के द्वारा धारा i बराबर C dVdt है पावर कितनी है आप पावर वोल्टेज को करंट में गुणा करते है जो कि किसी भी बिंदु t पर पावर i V यहां i करंट है और V वोल्टेज है अब यह V और यह i नियत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आवेश प्रवाहित होगा वैसे वैसे वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आइए हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर को शुरू में आवेशित नहीं किया गया था तो कैपेसिटर पर आवेश 0 था तो वोल्टेज भी 0 है अब जब हमने बैटरी को जोडा है तो बैटरी कारण अब यह आवेश को स्टोर संग्रहित करना शुरू कर देता है और इस वजह से विभव 0 से शुरू होकर V तक बढ़ता है अब यह विभवान्तर उतना होगा जितना कि बैटरी प्रदान कर सकती है अब यह पावर है तो किसी भी बिंदु t पर पावर हम कहते हैं कि यदि यह समय का फलन है तो i भी समय का एक फलन है और वोल्टेज भी समय का एक फलन है तो ऊर्जा कितनी है किसी समय t पर संग्रहीत ऊर्जा किसी समय t तक संग्रहीत ऊर्जा i V dt का समय 0 से t तक का समाकलन है जो की C dVdt V dt 0 से t तक और फिर हमने यह t देखते है कि t बहुत बड़ा है इसलिए कैपिस्टर बैटरी के वोल्टेज तक चला गया है C आप बाहर निकाल सकते हैं और अब यह Vdv का समाकलन होगा जिसमें विभव 0 से बैटरी वोल्टेज तक है और वह V है Energy इसलिए यदि आप इसे समाकलित करते हैं तो हमें आधा CV वर्ग मिलता है तो एक कैपिसिटर में संग्रहीत ऊर्जा V वोल्टेज के लिए 12 CV2 है